हमने P और PQV बसस को लोड फ़लो अलगोरिथम मे सिम्मलित करने के बारे मे पढ़ा दूर स्थित बस वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए P बस का इस्तेमाल किया जा सकता है यह P बस PQV के वोलटेज मग्निट्यूड को नियंत्रित करने मे इस्तेमाल की जा सकती है सामान्य तौर पर P बस एक जनरेशन बस है जिसके साथ कोई रीयक्टिव पावर नही है बस P पर केवल P ही ज्ञात है वोल्टेज मग्निट्यूड कोण और रीयक्टिव पावर अज्ञात है और दूसरी तरफ़ PQV बस दूर स्थित वोल्टेज नियंत्रित बस है जिसका वोल्टेज मग्निट्यूड रियल और रीयक्टिव पावर ज्ञात है यहाँ केवल कोण अज्ञात है PQV का वोल्टेज मनिट्यूड PV बस से नियंत्रित होता है इस कक्षा मे एक उधारण से इस तरह के P और PQV बस के जकोबीयन मेट्रिक्स की रचना को समझेंगे मान लें कि हमारे पास एक रेडियल नेटवर्क है और 4 बस सिस्टम दिया है बस 1 एक सलेक बस है बस 2 P बस है बस 3 PQ बस है और बस 4 PQV बस है इस छोटे से उदाहरण से हम जकोबीयन मेट्रिक्स की रचना को समझेंगे बस 4 पर वोल्टेज मैग्निट्यूड निर्दिष्टित है यह PQV बस है असल मे तीन चीज़ें निर्दिष्टित है इस बस से हम वोल्टेज मैग्निट्यूड को नियंत्रित कर रहे है यहाँ P ज्ञात है और Q अज्ञात है यानी कि हमें Q को इंजेक्ट करना होगा ताकि वोल्टेज मैग्निट्यूड को नियंत्रित कर सकें बस 2 P बस है बस 3 PQ बस है बस 4 PQV बस है तो इस तरह के सिस्टम में बस 4 यानी कि PQV बस का वोल्टेज नियंत्रित कर रहे हैं समीकरण 84 और 85 समीकरणों का ऑग्यूमंटड सेट है VV2 V3 इस तरह से दिया गया है यहाँ सलेक बस वोल्टेज ज्ञात है और चूँकि यह PQV बस है इसलिए वोल्टेज मेग्निट्यूड भी ज्ञात है P बस पर Q अज्ञात है लेकिन बस 3 और 4 पर Q ज्ञात है इसलिए QQ3 Q4 होगा यानी कि दो चर है बस 23 और 4 सभी पर अज्ञात है तो हमें को भी प्राप्त करना होगा इसलिए यह जकोबीयन इस तरह से है P हर स्थिति मे अज्ञात है केवल PQV बस को छोड़ कर यानी कि P2 P3 P4 यहाँ मिक्स मेच जाँचेंगे यानी कि P2 P3 P4 Q3 Q4 P22 P23 P24 P32 P33 P34 P42 P43 P44 Q32 Q33 Q34 Q42 Q43 Q44 P2V2 P2V3 P3V2 P3V3 P4V2 P4V3 Q3V2 Q3V3 Q4V2 Q4V32 3 4 V2 V3 यह जकोबीयन मेट्रिक्स है इसका ऑडर 5×5 है यहाँ जकोबीयन मेट्रिक्स बन गया है तो यह मिक्स मेच है और दायीं ओर इससे हम पुनरावर्ती से प्राप्त करेंगे तथा इसे अपडेट करते रहेंगे न्यूटन रेपसन विधि के बाद लोड फ़लो विधि से हम नेटवर्क हल कर चुके हैं जब यह हल कर लेंगे तो दो बसस का वोल्टेज मैग्निट्यूड कोण प्राप्त हो जाएगा इसी दौरान हमने लोड फ़लो हल कर कर रीयक्टिव पावर इंजेक्शन यानी की Q2 इस बस पर प्राप्त कर ली थी यह आसानी से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि लोड फ़लो के रियल पावर और रीयक्टिव पावर इंजेक्शनस दिए गए हैं जब लोड फ़लो नियंत्रित है तब हम आसानी से रिएक्ट पावर इंजेक्शन Q2 प्राप्त कर सकते हैं हम इस PQV बस को नियंत्रित कर रहे हैं यदि बस 2 पर लोड फ़लो सल्यूशन प्राप्त हो जाता है तब Q2 प्राप्त किया जा सकता है मान लें की यह बस 2 है तो Q2 यानी कि रीयक्टिव पावर को प्राप्त करना होगा लेकिन अगर इस वोल्टेज को शंट कपेस्टर की सहायता से नियंत्रित करते है उधारण के तौर पर मान लें इस बस 2 पर लोड है PL2jQL2 और यहाँ शंट कपेस्टर लगा दिया जाए तो यह QC होगा और चूँकि यह बस 2 है तो इसे QC2 लिखेंगे फिर यह Q2QC2 QL2 होगा लोड फ़लो स्टडी से Q2 प्राप्त हो चुका है जिस से QC2 प्राप्त कर सकते है QC2Q2QL2 तो इस से पता चलता है की इतने शंट कपेस्टर की आवश्यकता होगी इसे हम रिएक्टिव लोड मे जोड़ देंगे इसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि कितनी रिएक्टिव पावर यहाँ पर जमा करना है ताकी PQV बस के वोल्टेज मैग्निट्यूड को स्थिर बनाए रखें जब QC2 प्राप्त हो जाएगा तब हम नॉर्मल लोड फ़लो लेंगे जो भी नेटवर्क है उसको लेंगे उसके साथ है यह कैपेसिटर वेल्यू जोड़ देंगे यह वोल्टेज मैग्निट्यूड स्थिर है यानी कि दूर स्थित बस बार को किसी दूसरी बस की सहायता से वोल्टेज मैग्निट्यूड नियंत्रित करना होगा तो इस तरह से हम P बस को चुनेंगे जहाँ हमें कम से कम नेटवर्क की हानि हो और लोड फ़लो के अध्यन के बाद Q2 इंजेक्शन प्राप्त करेंगे फिर QC2 प्राप्त करेंगे यानी कि QC2Q2QL2 प्राप्त करेंगे तो इस बस बार के लिए इतना रीयक्टिव इंजेक्शन पर्याप्त है यह सभी नए सिद्धांत है जो पावर सिस्टम मे उत्पन्न हो रहे है यह P और PQV बस के भी सिद्धांत नए है इसलिए इनके लिए यहाँ जकोबियन मेट्रिक्स को प्राप्त कर दिखाया गया है इससे साथ ही लोड फ़लो स्टडी का भाग पूरा होता है हमने गाऊस सीडल और न्यूटन रेपसन विधि देखी और लाइन फ़्लो लॉस और लाइन ब्रांच लॉस के डेरीवेशन भी किए टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर का पाई समकक्ष भी समझा और P तथा PQV बस के बारे मे भी पढ़ा और यह भी देखा है कि नेटवर्क्स को कैसे पुनरावर्ती से हल किया जा सकता है अब हमें इन सबको हल करना आ गया है कक्षा में बड़े उदाहरण नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि हमें इनके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और कुछ प्रोग्राम लिखने पड़ सकते है इसलिए हमने प्रश्न केवल 3 बस प्रॉब्लम तक ही सीमित रखे अब हम ऑपटिमल सिस्टम ऑपरेशन यानी कि लाभकर इकनॉमिक economic लोड डिस्पैच देखेंगे अब हम सिस्टम ऑपरेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में कुशल और सर्वोत्तम किफ़ायती ऑपरेशन तथा विध्युत शक्ति उत्पादन प्रणाली का आयोजन का बहुत महत्व है यह सब किफ़ायती भार वितरण प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सिस्टम के ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए हमें इकनॉमिक ऑपरेशन सिस्टम सिक्योरिटी जीवाश्म इंधन प्लांट्स के उत्सर्जन पर भी ध्यान रखना होगा तो हम यहाँ कक्षा में केवल बुनियादी चीज़ों पर ही ध्यान देंगे सिस्टम सिक्योरिटी और जीवाश्म इंधन प्लांट्स के उत्सर्जन को हम नहीं पढ़ेंगे यह उच्च स्तर पर पढ़ा जाता है यहाँ एकोनोमिक लोड डिस्पैच को ध्यान में रखकर ऑप्टिमम सिस्टम ऑपरेशन देखेंगे जैसे कि हमें पता है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होता है वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है और इसी तरह के हाइड्रो थर्मल कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम को भी हम ऑपटिमम सिस्टम के लिए ध्यान में रख सकते हैं लेकिन यह हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन भी उच्च स्तरिए अदध्यन के लिए ध्यान मे रखा जाता है एक और फैक्टर जोकि पावर जेनरेशन की न्यूनतम लागत को प्रभावित करता है वह है ट्रांसमिशन लॉस किसी पावर नेटवर्क के लिए ट्रांसमिशन लॉस को कम से कम करना भी एक ऑपटीमम ऑपरेशन के तहत ही ध्यान मे रखा जा सकता है कुशल से कुशल जनरेटर सिस्टम मे भी कम लागत की गारंटी नही होती जैसे की अगर कुशल जेनरेटर सिस्टम कहीं दूर स्थित है जहाँ ईंधन की लागत ज़्यादा है इसी तरह से अगर प्लाट लोड सेंटर से कहीं दूर स्थित है तब ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा हो सकता है या फिर पावर प्लांट जहाँ पावर ट्रांसमिट करनी है वहाँ से बहुत दूर स्थित है तब भी ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा होगा तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है मगर बुनियादी उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्लांट पर पावर जनरेशन की कुल परिचालन लागत कम से कम हो जैसे कि अगर हम थर्मल प्लांट का उधारण लें यहाँ उत्पादक जनरेटिंग यूनिट की लागत विलक्षणता बताएगा और कुल लोड भी ज्ञात होगा तो इस स्थिति में जनरेशन को जेनेरेटरस मे वितरित कर कर इंधन लागत कम की जा सकती है तो यहाँ ऑपटिमम सिस्टम ऑपरेशन मे इंधन लागत कम करना एक उदेशय है इकोनोमिक डिस्पेच प्रोबलेम की रचना मे जेनरेटर्स के संचालन की कुल लागत मे ईंधन लागत श्रम लागत और रखरखाव खर्च भी शामिल होता है लेकिन सरलता के लिए ईंधन लागत ही ध्यान मे रखेंगे श्रम लागत और रखरखाव खर्च को नज़रअंदाज़ करेंगे यहाँ उत्पादक द्वारा दिया गया हर जेनेरेटिंग यूनिट के इंधन खर्च के कर्व दिए है तो यह हमें ज्ञात है इनमे इनपुट एनर्जी रेट Fi निर्दिष्टित है इसकी यूनिट मेगा किलो केलोरी पर आर MKcalhr दी गई है यह ईंधन का ख़र्च Ci रूपिस पर आर मे दिया गया है यह जेनरेटर पावर आऊटपुट के फलन मे दिया गया है यह कर्व जेनरेटर आऊटपुट Pgi का फलन है जिसे उत्पादक द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किया गया है सरलता के लिए यह माना गया है कि हर जेनरेटिंग यूनिट मे जेनरेटर टर्बाइन स्टीम जेनरेटिंग यूनिट बोईलर फ़रनस और अससोशिएटड ऑकसिलरी इक्विपमेंट है इंधन खर्च सन्निकटन इंधन खर्च कर्व मे दिया गया है यानी कि फ़िगर 1 मे यह Ci है यह रुपए प्रति घंटा मे दिया है या यह Fi है जो मेगा किलो केलोरी प्रति घंटा मे दिया है MWmin जेनरेटर की न्यूनतम लोडिंग लिमिट है इसके नीचे यह किफ़ायती नही है या तकनीकी तौर पर असंभाव्य है और मेगावाट मेक्स आऊटपुट लिमिट है इस कर्व का आकार कोंकेव अप है जिसे हम हीट रेट की तरह समझ सकते है इस कर्व का सन्निकटन आकार फ़िगर 2 मे दिया है यह 086 प्रति 100 आगे समझाया जाएगा यह PgiMW है यह हीट रेट है इसे HiPgi कहेंगे यह MkCalMWHr है यानी इंधन से HiPgi मेगा किलो केलोरी हीट एनर्जी उपलब्ध होगी प्रति मेगावाट घंटा एलेक्टिरिक एनर्जी से ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशीनसी की रेंज 34 से 39 तक है 100 प्रतिशत कनवर्शन के लिए हीट रेट लगभग 086 मेगा किलो केलोरी पर मेगा वाट आर है यह एक मेगा किलो केलोरी बराबर है 1164 मेगा वाट आर हीट के मान लें की 100 मेगावाट 1 घंटे के लिए चल रहा है यानी कि 086 मेगा किलो केलोरी हीट का उत्पादन हो रहा है यह Pg100 MW है और एक घंटे के लिए यह जनरेट कर रहा है इसीलिय MWh100×1100 MWhऔर हीट रेट 086 MkCalMWHr इसका मतलब 100 MWh का जेनरेशन 086×10086 MkCal है इसका मतलब Pg100 MW और HiPgi 086 MkCalMWHr इसके अनुरूप हीट रेट है तो 100 MW पावर को बनाए रखने के लिए 86 MkCalhr हीट इनपुट एनर्जी रेट की ज़रूरत होगी सामान्य तौर पर हीट इनपुट एनेरजी रेट यानी की FiPgi जहाँ FiPgi जो Pgi का फलन है को FiPgiPgiHiPgi से प्राप्त किया जा सकता है मान लें इंधन का खर्च k RsMkCal है तब इनपुट इंधन खर्च CiPgik FiPgikPgiHiPgi है यह समीकरण 2 है फ़िगर 2 मे दिये गये हीट रेट कर्व को HiPgiiPgiiiPgi माना गया है इसे समीकरण 3 अंकित किया गया है यहाँ i i and i पोसिटिव कोफ़िशियंट है जिन्हें हमें प्राप्त करना होगा अब HiPgi को समीकरण 2 मे प्रतिस्थपित करें तो CiPgikikiPgikiPgi2 प्राप्त होगा इसे इस प्रकार भी लिख सकते है CiPgiaibiPgidiPgi2 जहाँ aiki bik i और diki यह समीकरण 4 है यह इंधन कर्व का स्लोप है यानी की dCidPgi इसे इंक्रिमेंटल फ़ियूल कोस्ट कहते है समीकरण 4 का डेरिवेटिव लेने पर यह प्राप्त होता है यानी कि dCidPgiICibi2diPgi

इसे समीकरण 5 अंकित किया गया है CiPgi इंधन खर्च की कर्व की कुआडरेटिक अप्परोकसिमेशन की वजह से समीकरण 5 लिनीयर है अगर CiPgi की क्यूबिक अप्परोकसिमेशन लेंगे तब यह कुआडरेटिक होगा लेकिन सामान्य तौर पर CiPgi की कुआडरेटिक अप्परोकसिमेशन ही ली जाएगी अब हम एक उधारण देखेंगे 50 मेगावाट फ़्यूल फ़ायर्ड जेनरेटिंग यूनिट का हीट रेट इस प्रकार मापा गया है 25 रेटिंग के लिए 10 मेगा केलोरी पर मेगावाट आर की ज़रूरत है 40 रेटिंग के लिए 86 मेगा केलोरी पर मेगावाट आर की ज़रूरत है 100 रेटिंग के लिए 8 मेगा केलोरी पर मेगावाट आर की ज़रूरत है और ईंधन खर्च 4 रुपए प्रति मेगा किलो केलोरी है तो a C प्राप्त करें b जब 100 प्रतिशत 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत लोडेड है तब ईंधन खर्च बताए c इंक्रिमेंटल ख़र्च बताए d 51 मेगावाट प्रदान करने के लिए ईंधन खर्च बताए यह सब प्राप्त करें